अब मैं आपको एक बहुत रोचक नियम से परिचित करवाना चाहता हूं जिसे ट्रांसमल्टीप्लैक्सर कहते हैं तो यह ट्रांसमल्टीप्लेक्सर अनुप्रयोग हैं सबसे पहले मैं आपको एक आकृति देता हूं जिससे जल्दी से आप विश्लेषण करें तो मेरे पास 3 सिग्नल्स है वह X0 e jω है 0 π and 2 π के बीच इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम निम्नानुसार हैं जो कि यहां एक सीधी रेखा के रूप में है यह एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है X1 e jω 0 π 2 π स्पेक्ट्रम एक रियल सिग्नल है और इसमें लौ फ्रीक्वेंसी नहीं होती हैं इसे हाई फ्रीक्वेंसी प्राप्त है तीसरा सिग्नल X 2 e jω है और इसका व्यवहार बिल्कुल भिन्न है यह समतल है π के पास एक छोटे से झुकाव है और फिर वापस ऊपर जाता है ये सिर्फ रैंडम्ली चुने गए स्पेक्ट्रा हैं इन स्पेक्ट्रा में कुछ भी विशेष उल्लेखनीय नहीं है उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स हैं उनमें से कुछ एक रियल लौ पास हैं यह एक सिग्नल की तरह दिखता है जिसे सभी फ्रीक्वेंसी घटक मिले हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है आप इन तीन संकेतों के साथ क्या प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं मैं मल्टी रेट संरचना में x0n पोषित करने जा रहा हूं जो कि 3 के फैक्टर द्वारा अप सेंपलिंग है अथवा 0 डालने के बाद F0 हैं मुझे यहां एक फिल्टर की आकृति बनाने दीजिए यह है π3 2π3 π 4π3 5π3 2π फिल्टर में से पहला फिल्टर F0 है और यह π3 से π3 है अतः आकृति यहां स्थित होगी दूसरा फिल्टर π3 से π तक जाता है और तीसरा फिल्टर π से 5π3 जाता है अतः यह ¿ F0 ∨¿ ¿ F1 ∨¿ है और यह संरचना जो हम ले रहे हैं उसका आउटपुट x1n के साथ जोड़ा जाता है जो कि 3 के फैक्टर से अप सैंपल है इसे एक फ़िल्टर F1 के माध्यम से पास करें और फिर इसे इस बिंदु पर जोड़ें और तीसरा और एरोस इस दिशा में हैं तीसरा हरा है यह x2n है जो द्वारा अप सैंपलिंग किया गया है जो एक फिल्टर से गुजरता है जो कि F2 है बाद में यह वास्तविक सिग्नल से जोड़ दिया जाता है तो तो यहाँ सिग्नल फ्लो है कृपया मुझे बताएं कि आउटपुट सिग्नल क्या हैं मुझे इसे s n कहने दे s n इन तीन सिग्नलों का संयोजन है मैं यह जानना चाहूंगा कि s n का स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है अब सबसे पहले जो आप करेंगे वह है इनमें से प्रत्येक को 3 के फैक्टर से अप सैंपल किया जाए आइए हम इसे X 0 मैं करते हैं मैं यह मानूंगा कि आप इसे दूसरों में भी करने में सक्षम होंगे तो पहला चरण X0 होगा मूलत यह π3 π 2π समान दूरी पर स्थित है जो मेरे लिए स्केच करना आसान होगा अतः π3 2π3 π 4π3 5π3 2π यदि मैं इसे 3 के फैक्टर से अप सेंपलिंग करूंगा तो मुझे आकृति के तीन दोहराव मिलेंगे जो प्रथम द्वितीय और तृतीय दोहराव है अब मैं इनको चुनने जा रहा हूं तो पहली शाखा द्वारा चुना गया हिस्सा π3 π3 होगा इसी प्रकार यदि आप अन्य दो शाखाओं को देखें तो इसकी स्थिति में आप दूसरी शाखा आपको स्पेक्ट्रम का यह हिस्सा मिलेगा तीसरी शाखा स्पेक्ट्रम के जिस हिस्से को बरकरार रखती है वह यहीं से है और इसलिए अगर मैं उस तीन को एक साथ जोड़ दूं ये तीन फिर हमें एक सिग्नल मिलता है जो इस तरह से दिखता है π3 से π3 इतना लाल हिस्सा मैं जानता हूं कि आप यह संभवतः मुझसे पहले ही कर चुके हैं यह लाल हिस्सा π तक जाता है फिर हरा हिस्सा और अंत में आप एक और हिसा पाएंगे तो यह स्पेक्ट्रम उस प्रकार दिखता है मेरे ख्याल से मैं सोचता हूं आप उस संरचना को समझ गए हैं यह0 और 2 π है और फ्रेक्वेंसीएस को दर्शाने के लिए 2 π हैं मैंने नीचे 0 दर्शाया है एक छोटे से हिस्से के लिए जिससे आप जान सके यह सिग्नल पैटर्न स्वयं को दोहराते है यह संरचना वास्तव में माड्यूलेशन के समान कार्य करती है क्योंकि उसमें सभी बेस बैंड सिग्नल है उनमें से एक को बरकरार रखा गया है और इसे बेसबैंड सिग्नल के रूप में रखा गया है और अन्य दो इसे वास्तव में सेंटर फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में ऊपर ले गए हैं इस प्रकार यह बेसिक स्पेक्ट्रा का ट्रांसलेशन है और एक अर्थ में माड्यूलेशन के लिए मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि किसी भी सिग्नल स्पेक्ट्रमकी सेंटर फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना इसमें बहुत आसान होता है अतः यह एक सिद्धांत है इस संरचना का अन्य तत्व यह है कि इसमें तीन सिग्नल्स है जो x0 x1 और x2 के समान नजर आते हैं इसे आप टाइम डोमेन में टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग सिंगल्स अतः मूल रूप से हरा लाल और नीले हिस्से दोहराते रहेंगे आप सोच सकते हैं कि यह इंटरलीवड है आप इसे डीइंटरलीवड कर सकते हैं फिर उन्हें प्रत्येक की शाखाओं में प्रेषित भी कर सकते हैं अतः आप टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग से फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंगपर जा सकते हैं आप एक सिग्नल भी प्राप्त करते हैं जहां इन के स्पेक्ट्रम को समुचित रूप से शिफ्ट किया जा सकता है इसलिए इसे फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं इसे इसलिए ट्रांसमल्टीप्लैक्सर कहा जाता है क्योंकि आप टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग से फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग तक जाते हैं यह मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग की एक बहुत उपयोगी संरचना है यह कम्युनिकेशन में भी बहुत उपयोगी है हम 1 मिनट में इसके लिंक को बना सकते हैं अतः हम किसी भी समय टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग से फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में रूपांतरित कर सकें हम इसे विपरीत करने में भी सक्षम होने चाहिए कुछ विपरीत ऑपरेशन मूलतः यह बताते हैं कि इनमें से प्रत्येक सिग्नल्स को या सिग्नल s n को फिल्टर से गुजारे तो यह F0 होगा मैं इसे H 0 कह कर संबोधित करूंगा जहाँ H 0 F0 के समान स्पेक्ट्रम साझा करता है और H1 F1 स्पेक्ट्रम के समान स्पेक्ट्रम को साझा करता है औरH2 F2 के समान स्पेक्ट्रम को साझा करता है अतः मूलतः संरचना H 0 होगी जो 3 के फैक्टर से डाउनसेंपलिंग की गई लौ पास फिल्टर प्रणाली है कृपया इस बात की पुष्टि कर ले कि आप पुनः मौलिक x0n प्राप्त होता हैं यदि मान लें कि फ़िल्टर परफेक्ट हैं यही इनपुट सिगनल में पास बैंड फिल्टर H से गुजरता हूं इसकी कुल बैंडविड्थ 2π3 है इसलिए मैं अलियासिंग के बिना 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग कर सकता हूं और फिर मूल सिग्नल वापस प्राप्त कर सकता हूं यह टिल्डे के साथ x1n है इसका मतलब है यह मूल सिग्नल से जितना संभव हो उतना नजदीक होगा यह x0nहै और तीसरी शाखा में वही इनपुट सिग्नल एक पास बैंड फिल्टर H 2 के द्वारा गुजरेगा यह 3 के फैक्टर द्वारा डाउनसेंपल किया जा सकता है जो मुझे x2n प्रदान करेगा यह मूल सिग्नल के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि एक बार फिर आप सभी चीजें बेसबैंड पर ले आए हैं क्योंकि अब यह किसी उच्च सेंटर फ्रीक्वेंसी पर नहीं है बल्कि यह शून्य के आसपास केंद्रित है मूलत यह परिवर्तन को वितरित करने की प्रक्रिया है इसनेफ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में परिवर्तित कर दिया है आपने मूलतः सिगनल्स को अलग कर दिया है अतः इन्हें अलग रूप से लिया जाना चाहिए अथवा टाइमडोमेन में स्वतंत्र रूप से लेना चाहिए तो अब हमने क्या चर्चा की है हमने समानांतर सिग्नल्स को का एक सेट लिया उसको अप सैंपल किया फिर एक यूनिफार्म फिल्टर बैंक से उन्हें गुजारा है हमने प्रकट किया कि यह प्रक्रिया प्रत्येक फ्रीक्वेंसीको एक शिफ्टेड सेंटर द्वारा नॉन ओवरलैपिंग सिग्नल में परिवर्तित कर देती है दूसरे सिरे पर यदि आप इन्हें वापस अलग करना चाहे और वापस बेस बैंड पर लाना चाहे तो आपके पास विपरीत ऑपरेशन है फिल्टर एक दूसरे के समान लगते हैं मूलतः उनकी समान प्रतिक्रिया है और डाउनसेंपलिंग भी उन्हें वापस बेसबैंड पर ले आती है यहां हमारे अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व आता है कि हमने अब तक यह चर्चा किस लिए की मुझे विश्वास है कि आप सब OFDM को डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं किसी भी OFDM ट्रांसमीटर को खोलिए तो आप यही पाएंगे इसे मुझे QAM सिम्बोलस में लिखने दीजिए हम इसे S0 S1 QAM सिम्बोलस है तो इसका पहला चरण होगा सीरियल से पैरेलल कनवर्टर जहां आप इसे पैरेलल धाराओं में विभाजित करेंगे मान लीजिए कि एम M पैरेलल धाराएं हैं तो यह अंक एक अंक दो अंक एम होगा और OFDM ट्रांसमीटर में हम जो अगला कार्य करेंगे वह M पॉइंट आईडीएफटी प्राप्त करना है यह एक M साइज की IDFT है अब जिस विधि से आप परिचित है उसी को अपनाते हुए इसके सिग्नल लेंगे आपने इसे x0 चिन्हित किया होगा यह X1 क्रम में X M−1 है यदि आप कोई चीज कुछ परिवर्तित रूप में भी प्रयोग करना चाहे तो हम यह मान लेंगे कि वह लेबलिंग की योजना है जिसका हम अनुगमन कर रहे हैं आईडीएफटी IDFT करने के बाद यह आपके लिए एम M सैंपल्स का एक सेट उत्पन्न करेगी जो x0 x1 x M−1 होगी तब आपके पास पैरेलल से सीरियल कनवर्टर होगी वह इस खंड का आउटपुट होगा x0 0 x01 x0 M −1 हमने समंक का एक खंड लिया और उसकी इनपुट धारा को पैरेलल धारा में परिवर्तित कर दिया फिर हमने IDFT लिया और पैरेलल से सीरियल कन्वर्शन किया सभी स हमत हैं कि यह ओ एफ डी एम OFDM खंड का एक स्टैण्डर्ड ट्रांसमीटर है यहां एक रोचक बात आती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मल्टीरेट हिस्से को किस प्रकार अध्ययन किया है आप इस हिस्से की चारित्रिक विशेषताओं को किस प्रकार बताएंगे हम पहले जान चुके हैं कि पैरेलल से सीरियल कनवर्टर और कुछ नहीं है बल्कि एम M फैक्टर से अप सेंपलिंग करने के बराबर है इन धाराओं में से प्रत्येक को एम M फैक्टर से अप सैंपल किया जाए तथा उचित विलंब को जोड़ा जाए तो आगामी धारा एम M से अप सैंपल होगी और यह दो विलंब से गुजरेगी तो इससे 2 इकाइयां प्राप्त होगी इसी प्रकार अंतिम धारा एम M से अप सेंपलिंग होकर M −1 हो जाएगी जो कि हमारा आउटपुट होगा तो यह हिस्सा इस प्रकार है पैरेलल से सीरियल कनवर्टर हमारी संरचना में कुछ नहीं है बल्कि अप सैंपलर्स का एक बैंक है जो विलंब द्वारा अनुगमन किया जाता है IDFT फिल्टर बैंक का अनुगमन करती है अतः आप पीछे जाएं और संरचना को देखें जो कि हमने बनाई थी जिसमें विलंब श्रंखला और IDFT है अन्य शब्दों में अब यदि आप मल्टीरेट संरचना जो हमने आईडीएफटी IDFT में पड़ी है उसको मिला दें तो इसकी प्रथम शाखा मूल तय है एक फिल्टर बैंक होगी दूसरा फिल्टर भी शिफ्ट किया जाता है और यह भी एक शिफ्टेड संस्करण है और तीसरा वाला एक अन्य प्रकार का शिफ्ट है तो आप देख सकते हैं कि यह सब शिफ्टेड है और आप इनको एक गतिशील इंटरपोलेटेड के रूप में सोच सकते हैं यह एक ट्रांमल्टीप्लैक्सर है जो मूलतः बताता है कि यह अप सैंपलर और फिल्टर बैंक का संयोजन है तो ओ एफ डी एम OFDM ट्रांसमीटर क्या है और इसका प्रारूप क्या होगा मूलतः यह कुछ नहीं है बल्कि इन प्रतीक चिन्ह X 0 X1 और X M−1 को इन कर्रिएर्स में लागू करना है और फिर फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग करना है यह ओ एफ डी एम OFDM है अन्य शब्दों में जो उपकरण हमने विकसित किया है और जो अंतर्दृष्टि हमारे मल्टीरेट multirate फ्रेमवर्क है उसके आधार पर यदि मेरे पास आईडीएफटी IDFT है तो वास्तव में यह मात्र रूपांतरण नहीं है बल्कि एक फिल्टर बैंक है जिसे डीएफटी फिल्टर बैंक कहेंगे मूलतः यह विस्तार 0 से 2π है एक यदि आप इसकी समझ बना ले तो आप कह सकते हैं कि पैरेलल से सीरियल कन्वर्शन कुछ नहीं बल्कि यह एक विलंबित अप सेंपलिंग का खंड है जिसमें विलंबित चयन भी है आईडीएफटी IDFT फिल्टर बैंक को शामिल करती है तो वास्तव में हमने क्या किया अन्य शब्दों में हमने एक ओ एफ डी एम OFDM का निर्माण किया है OFDM का मूल सिद्धांत इस प्रकार है जो बैंडविड्थ 0 से 2 π है इसे आप संकीर्ण कैर्रिएर्ससे भाजित अंको के रूप में सोचे और वह कैर्रिएर की संख्या होगी कि प्रत्येक रेखा केंद्रीय फ्रीक्वेंसी है अतः यह कैर्रिएर क्रमांक 0 कैर्रिएर क्रमांक 1 कैर्रिएर क्रमांक दो और इसी प्रकार M −1 है क्योंकि यह पुनः 2 π तक सीमित होगा तो यह है कैर्रिएर फ्रीक्वेंसी होगी यदि आप इसे बैंडविड्थ के रूप में सोचें तो इससे निम्न प्रारूप में बनाना होगा चैनल जीरो चैनल एक चैनल दो चैनल M 1 है तो इसकी वास्तविक बैंडविड्थ क्या होगी तो ओ एफ डी एम ट्रांसमीटर वास्तव में क्या कर रहा है आप चैनल जीरो से सिंबल s0 जोकि QAM सिंबल हैगुजारेंगे चैनल वन से आप सिंबल S1 गुजारेंगे और इसी तरीके से S2 गुजारेंगे तो दूसरी तरफ आप क्या करेंगे वह एसडीएम FDM होगा दूसरे सिरे पर अब क्या करेंगे यहां आप रिवर्स ऑपरेशन करेंगे मूलतः आप सेंटर फ्रीक्वेंसी को पुनः बेस बैंड में परिवर्तित करके इसको गुजारेंगे और इसकी संरचना क्या होगी यह एक रिवर्स ऑपरेशन होगा जहां आपके पास फिल्टर होंगे और डाउनसेंपलिंग होगी डाउनसेंपलिंग डिमल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन है जो कि हम जानते हैं कि यह विलंब की एक श्रंखला के बाद डाउनसेंपलिंग चैन है यदि आईडीएफटी IDFT को रद्द करते हैं तो आपके पास डीएफटी DFT होगी और आप इसे एक साथ कैस्केड कर दे तो आप ओ एफ डी एम OFDM की बहुत भिन्न व्याख्या पाएंगे यह भाग आईडीएफटी IDFT अथवा डीएफटी DFT नहीं है तो यह इस बात का लाभ ले रहा है कि आपके पास एक फिल्टर बैंक है जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपने जो स्पेक्ट्रम लिया है वह संकीर्ण चैनल्स में विभाजित है और आप उनमें से प्रत्येक कैर्रिएर्स में सिम्बोलस ट्रांसमिट कर रहे हैं ओ एफ डी एम OFDM के लाभ बहुत सरल और शक्तिशाली है यदि कोई चैनल विशेष अच्छा नहीं है हम मान लेते हैं इसमें या तो कोई हस्तक्षेप है अथवा पावर ज्यादा है तो आप इस पर कुछ भी ट्रांसमिट ना करने का निर्णय ले सकते हैं अन्य शब्दों में आप S2 अगले कैरियर पर ट्रांसमिट कर सकते हैं यह बिंदु संख्या एक है आप किसी अवांछित कैरियर को हटा सकते हैं जो कि बहुत बड़ा लाभ है जब आप इसको एक IDFT की तरह काम लेते हैं तो तो यह विचार कहां से आता है मुझे नहीं पता हो सकता है एक चैनल 0 सैंपल प्राप्त करता है नहीं इसकी व्याख्या करने का यह सही तरीका नहीं है आप इस प्रकार व्याख्या कीजिए कि इनमें किसी चैनल में या तो उच्च हस्तक्षेप है अथवा सिग्नल टू नॉइज़ रेश्यो ठीक नहीं है अतः आपने इस चैनल से कुछ भी ट्रांसमिट ना करने का निर्णय किया है दूसरा तथ्य यह है कि आप सभी सिग्नलस समान पावर लेवल पर ट्रांसमिट सकते हैं यह साधारण DFT है यदि आप अपने नक्षत्र S0 S1 को देखें और अपने सभी सिम्बोलस एक ही पावर लेवल पर आ रहे हैं अब यदि आप यह पाते हैं कि उदाहरण के लिए S1 के सिग्नल टू नॉइज़ रेश्यो बहुत अच्छा है तो आप इसका लाभ कैसे प्राप्त करेंगे इसका लाभकारी क्षमता को अधिकतम करने के लिए कैसे प्राप्त करेंगे आप इस विशेष सिग्नल के पावर को बढ़ाएंगे आप S1 सिग्नल पर ज्यादा पावर स्थानांतरित करेंगे अन्य शब्दों में यह स्पेक्ट्रम अब S0 के समान प्रतीत होगा और अब अकेला S1 ज्यादा पावर के साथ ट्रांसमिट कर रहे है और शेष अन्य सामान्य पावर पर आप S1 को साधारण DFT के द्वारा अध्यक्ष पावर पहुंचाने की योजना बना सकते हैं तो आप इस चैनल को अधिक पावर प्रदान कर रहे हैं प्रश्न यह है कि जब यह वैसे ही अच्छा है तो आप इसे अधिक पावर क्यों दे रहे हैं ऐसी स्थिति में यह एक QAM है और आप इसमें 64 QAM पावर स्थानांतरित कर रहे हैं इस प्रकार आप इसे प्राप्त करेंगे यह एक विचारधारा से संबंधित है जिसे वाटर फीलिंग कहते हैं वॉटर फिलिंग का आशय मूलतः यह है कि आपके पास निश्चित चैनल ऐसे हैं जिनका सिग्नल टू नॉइज़ रेश्यो बहुत अच्छा है अतः आप अन्य चैनल की अपेक्षा इन्हें ज्यादा पावर आवंटित करते हैं आप इन्हें अधिक क्यों देंगे क्योंकि हम प्रति सिंबल ज्यादा बिट प्रेषित कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं की ओ एफ डी एम OFDM के लाभ वास्तव में हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं और यह वाइडबैंड प्रणाली में प्राथमिक रूप से ट्रांसमल्टीप्लेक्सिंग में उपयोग में लिए जाते हैं प्रोफेसर और छात्रों की बातचीत छात्र मान्यवर यह QAM सिग्नल्स क्या है जिन के विषय में आप बात कर रहे हैं प्रोफेसर यदि आपके पास छोटे टुकड़ों की एक श्रंखला है जिसे आप प्रसारित अथवा प्रेषित करना चाहते हैं तो माड्यूलेशन पद्धति कहती है कि आपको इन्हें सम्मिलित करना होगा एक सेट के रूप में बनाना होगा यदि आप 3 बिट्स को जोड़ना चाहते हैं तो आपके पास 8 मूल्य होंगे और आप इन्हें प्रसारित कर सकते हैं चलिए हम 4 बिट्स ले लेते हैं यह समझने में सरल होगा यदि मैं 4 बिट्स लूंगा तो मेरे पास 16 संभावित मूल्य होंगे और संभावित सिंबल्स मैंने 16 QAM में स्थानांतरित कर लूंगा तो इन्हें 4 के रूप में स्थानांतरित करने की अपेक्षा माननीय में 0111 1 को विशेष माने तो मैं इसकी अपेक्षा एक विशेष एंप्लीट्यूड और फेस एक सिंबल प्रेषित करूंगा जिसे प्राप्त करता यह जांच लेगा कि यह पुनः 0111 के रूप में बदल जाएगा अतः मैं 4 बिट्स नहीं एक सिंबल्स भेजूंगा इनमें से प्रत्येक QAM सिंबल है आप कुछ छोटे बिट्स लेंगे उन्हें एक समुचित प्रारूप में एक साथ मिलाएंगे और फिर उसे प्रसारित कर देंगे लेकिन एक कैर्रिएर पर नहीं इसलिए इसे मल्टी कैर्रिएर ट्रांसमिशन ओ एस डी एम OFDM कहते है आपके पास वास्तव में कैर्रिएरसका एक बैंक है एक सिंबल सही विधि से प्रेषित करते हैं और उनको साथ मिलाते हैं आप इन्हें कैसे एक साथ जोड़ते हैं ट्रांसमल्टीप्लेक्सिं ऑपरेशन जब एक संरचना विशेष के लिए आप आईडीएफटी IDFT का उपयोग करते हैं तो वह संरचना अपने आप ही एक फिल्टर बैंक को लागू करती है अतः जब आप इसे लागू करेंगे तो यह स्वतः ही टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिं से फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिं में रूपांतरित हो जाएगी यह आपको बहुत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जब एक चैनल विशेष पर आप प्रसारित नहीं करते अथवा जब आप किसी विशेष कैरियर की शक्ति को बढ़ाते हैं यह सभी लचीली है अतः जब आप एक और OFDM प्रणाली लेते हैं तो सभी कार्य करने लगती हैं एक अन्य तत्व जिसे हमने आज नहीं छुआ वह ओ एफ डी एम OFDM प्रसारण कब होता है इस में एक और तत्व है वह तत्व क्या है जब आप कुछ प्रवेश करते हैं जिसे साइक्लिक प्रीफिक्स कहते हैं आप इस डाटा आउटपुट लेते हैं आप इसका कुछ भाग लेते हैं और उसे वापस पीछे भेज देते हैं और इसे साइक्लिक प्रीफिक्स कहते हैं CP मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग में साइक्लिक प्रीफिक्स की बहुत आकर्षक व्याख्या है अतः जब हम इसमें जाते हैं तो यह OFDM का प्रवेश बिंदु नहीं इससे कुछ अधिक है ठीक है हम फिल्टर बैंक की व्याख्या को यहीं समाप्त करते हैं हम वास्तव में कुछ समय के लिए मैक्सिमली डेसिमटेड फ़िल्टर बैंक्स को देखने जा रहे हैं यह आपके क्रियान्वयन का क्षेत्र नहीं है OFDM एप्लीकेशन में से एक है मैं पहले ही आपके लिए एक OFDM के लिए लिंक स्थापित करना चाहता था हम पुनः आएंगे और अगले अध्याय में इसका विश्लेषण करेंगे तब हम वास्तव में OFDM का अध्ययन कर रहे होंगे हम एक बार पुनः इस बिंदु पर आएंगे की OFDM किस प्रकार कार्य करता है मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग क्यों है वह अंतर्दृष्टि कहां है जो हम प्राप्त करते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स cyclic prefix क्यों साइक्लिक प्रीफिक्स कहां तक होने चाहिए इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा जब हम एक डीएसपी DSP दृष्टिकोण को अपनाएंगे की चैनल में क्या होता है अतः वास्तविक विषय जो हम आगे देखेंगे वह M चैनल का मैक्सिमली डेसिमटेड फ़िल्टर बैंक्स है मूलतः आप यह विश्लेषण कर चुके हैं कि प्रत्येक चैनल में बैंड की चौड़ाई 2𝜋M है और उनमें से प्रत्येक को M के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल किया जा सकता है और फिर पुनर्निर्माण किया जा सकता है यह मूलतः एक व्यापक फ्रेमवर्क है जिसे हम निश्चित करेंगे विश्लेषक करेंगे और हम अपना समय M 2 के विश्लेषण पर खर्च करेंगे जो हमें बहुत सी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा हम सामान्य स्थितियों को छोड़ देंगे सिद्धांत एक फ्रेमवर्क पर बहुत अधिक समय खर्च नहीं करेंगे किंतु जो कुछ अंतर्दृष्टि आपने आज प्राप्त की है उसे अपने पास रखिए कल की कक्षा के लिए धन्यवाद